आज के व्याख्यान में हम उत्पादन योजना की समस्या को हल करने के लिए एक और दृष्टिकोण देखेंगे और यह दृष्टिकोण गतिशील प्रोग्रामिंग पर आधारित है आइए इस समस्या पर विचार करें जो हमने यहां दिखाई है फिर से मान लेते हैं कि हम एक ही उत्पाद बनाते हैं और हमारे पास 80 या 60 40 और 70 के रूप में दी गई चार अवधियों या चार महीनों की मांग है जब भी उत्पादन होता है तब सेटअप लागत होती है उदाहरण के लिए यदि हमने पहले महीने में उत्पादन करना चुना है तो उत्पादन की लागत के अलावा सेटअप की लागत है जिसे 60 रुपये कहा जाता है तो सेटअप लागत 60 40 60 और 45 के रूप में दी गई है उत्पादन की लागत भी है जो 5 4 5 और 5 के रूप में दी जाती है इसके अलावा एक इन्वेंट्री लागत भी होती है जिसका अर्थ है कि एक महीने में उत्पादन किया जा सकता है एक और दो महीने की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन का उपयोग करें यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम एक निश्चित सूची लागत या इन्वेंट्री होल्डिंग लागत को लागू करते हैं हम यह भी मानने वाले हैं कि 2 2 1 और 2 की इन्वेंट्री लागत इस अवधि के अंत में एंडिंग इन्वेंट्री को रखने की लागत को दर्शाती है उदाहरण के लिए यदि हमने पहले महीने में एक सौ का उत्पादन करने के लिए चुना और 80 का उपभोग किया तो शेष 20 को पहले महीने से दूसरे महीने तक ले जाने के लिए माना जाता है और यह 2 की एक इन्वेंट्री लागत को आकर्षित करता है जो कि इन्वेंट्री की लागत को वहन करता है एक महीने का अंत तो ये लागत प्रत्येक माह के अंत में आने वाली सूची का प्रतिनिधित्व करती है एक उत्पादन लागत भी होती है जो आवश्यक मात्रा या लागत होती है जो इन मात्राओं के उत्पादन में खर्च होती है फिलहाल हमारे पास ऊपरी सीमा नहीं है कि हम कितना उत्पादन करते हैं उदाहरण के लिए यदि यह किफायती और लाभदायक है तो कुल मांग 180 प्लस 70 250 हो सकती है इसलिए यदि यह किफायती और लाभदायक है तो पहले महीने में सभी 250 उत्पादन कर सकते हैं और फिलहाल उत्पादन क्षमता की कोई सीमा नहीं है जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं हम यह भी महसूस करेंगे कि अगर यह है तो उत्पादन क्षमता को शामिल करना बहुत मुश्किल नहीं है तो तीन लागतें हैं जो स्थापित करने की लागत उत्पादन की लागत और इन्वेंट्री रखने की लागत में शामिल हैं हमारी समस्या में हमने यह भी मान लिया है कि अलग अलग अवधियों में सेटअप की लागत अलग अलग होती है अलग अलग अवधि में इन्वेंट्री की लागत अलग अलग होती है और अलग अलग अवधि में उत्पादन लागत भी अलग अलग होती है इसलिए निर्णय या नियोजन का निर्णय यह पता लगाना है कि इन चार महीनों में प्रत्येक चार महीने में कितना उत्पादन किया जाना है जैसे कि इनवेंटरी की कुल लागत की कुल लागत और एक साथ रखी गई तीन लागत को कम से कम करना है इसलिए सेटअप इन्वेंट्री और उत्पादन की लागत को कम करना एक न्यूनतम समस्या है अभी हम समय पर विचार नहीं कर रहे हैं हमने इन वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाले समय और समय के संदर्भ में उपलब्ध क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है एक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि सेटअप लागत 60 में एक सेटअप समय भी शामिल होता है और चूंकि हम स्पष्ट रूप से समय मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए हम सेटअप समय के प्रभाव को विश्लेषण में नहीं लाते हैं लेकिन अगर एक निश्चित महीने में उत्पादन होता है तो इस महीने में उत्पादन करने का निर्णय लेने पर सेटअप लागत की एक निश्चित राशि खर्च होती है यह मॉडल उस से पहले के मॉडल से थोड़ा अलग है जिसे हमने देखा है सारणीबद्ध दृष्टिकोण रैखिक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण और परिवहन दृष्टिकोण अंतर इस तथ्य से आता है कि पहली बार हम एक सेटअप लागत सहित हैं पिछले मॉडल जिन पर हमने चर्चा की उनमें सेटअप लागत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थी इस मॉडल में स्पष्ट रूप से सेटअप लागत शामिल है हमने यह भी कहा कि जब भी हम किसी विशेष महीने में उत्पादन करने का निर्णय लेते हैं तो हमें सेटअप लागत का खर्च उठाना पड़ता है मॉडलिंग के उद्देश्य के लिए हम एक एकल उत्पाद मान रहे हैं जिसकी मांग बहुत अधिक है हम यह भी मानते हैं कि यदि यह एक महीने के साथ साथ महीने दो में उत्पादन करने का निर्णय लिया जाता है हम एक महीने में 60 की स्थापना लागत और दो महीने में 40 खर्च करेंगे हम यह नहीं मान रहे हैं कि एक सेट सेटअप सभी चार महीनों के लिए समान रहेगा हर महीने अगर वहाँ उत्पादन होता है तो एक सेटअप होने जा रहा है एक यह भी कह सकता है कि इस सुविधा का उपयोग अधिक वस्तुओं और उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है और इसलिए यदि यह विशेष उत्पाद एक महीने में साथ ही साथ महीने दो में बनाया जाता है तो हम प्रत्येक महीने के लिए दो सेटअप लागतों का खर्च उठाते हैं समस्या को एक पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में तैयार और हल किया जा सकता है निश्चित रूप से एक बाइनरी वैरिएबल जो यह कहता है कि y i एक के बराबर है अगर हम एक महीने में उत्पादन करने का फैसला करते हैं i और y मैं 0 के बराबर अगर हम एक महीने में कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं और हमारे पास बाधाएं हो सकती हैं जो उत्पादन करने के निर्णय से संबंधित हैं जो कि y i और x i हैं जो इस महीने में उत्पन्न होने वाली मात्राएं हैं तो पूर्णांक प्रोग्रामिंग द्विआधारी पूर्णांक प्रोग्रामिंग निश्चित रूप से इस समस्या को हल करने के लिए एक पद्धति है हम इस समस्या को हल करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी कार्यप्रणाली मानते हैं जहां मंच इन चार महीनों में से प्रत्येक के अनुरूप होगा गतिशील प्रोग्रामिंग के लिए राज्य चर उस सूची के अनुरूप होगा जो प्रत्येक अवधि की शुरुआत में उपलब्ध है इसके अलावा ध्यान दें कि इस समस्या का कोई प्रारंभिक इन्वेंट्री नहीं है कोई उत्पाद उपलब्ध नहीं है कोई वांछित एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है इसलिए हम इस अवधि के अंत में कोई समाप्ति सूची नहीं रखना चाहते हैं कोई शुरुआत सूची नहीं है और साथ ही कोई अंत सूची नहीं है इस विशेष उदाहरण में जो हम देख रहे हैं इसलिए यदि हम इस विशेष समस्या को हल करने के लिए गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं तो राज्य चर इन्वेंट्री की मात्रा होगी जो प्रत्येक अवधि की शुरुआत में उपलब्ध है निर्णय चर वह मात्रा होगी जो प्रत्येक अवधि में उत्पन्न होती है और प्रभावशीलता या उद्देश्य फ़ंक्शन की कसौटी पर सेटअप लागत इन्वेंट्री लागत और उत्पादन लागत का योग कम से कम होगा अब हम सभी जानते हैं कि गतिशील प्रोग्रामिंग हालांकि कुछ वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी है मॉडल के संबंध में इसके अपने मुद्दे हैं इसलिए यदि हम इस प्रकार की समस्या पर विचार करते हैं तो राज्य चर बहुत बड़ी संख्या ले सकता है उदाहरण के लिए चार अवधियों की कुल मांग 250 है इसलिए यदि हम इसे हल करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सारणीबद्ध दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं तो स्टेट वेरिएबल जो उपलब्ध इन्वेंट्री की मात्रा है बहुत बड़ी संख्या में मान ले सकता है और टेबल लंबी और बोझिल हो सकती हैं हालांकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जा सकता है इसे हल करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग समाधान के लिए सबसे दिलचस्प सरलीकरणों में से एक वैगनर और व्हिटिन से आया था और इसे वैगनर और व्हिटिन एल्गोरिथ्म कहा जाता है जो इस विशेष समस्या को हल करने के लिए गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है वैगनर व्हिटिन विचार या सिद्धांत इस प्रकार है अब चार अवधियाँ हैं और हम यह मानने वाले हैं कि हम इन चार अवधियों में से प्रत्येक की शुरुआत में उत्पादन पर निर्णय लेने वाले हैं अब यह केवल तर्कसंगत है कि यदि हम एक निश्चित अवधि में उत्पादन करते हैं तो हमें कम से कम उस अवधि की मांग को पूरा करना होगा अन्यथा हमें एक और सेटअप और एक और अधिक सेटअप लागत का खर्च उठाना पड़ेगा इसलिए एक विशेष अवधि में दो सेटअपों पर विचार करना गैर आर्थिक है इसलिए यदि किसी विशेष अवधि में केवल एक सेट अप होने जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हम जो उत्पादन करते हैं उसके साथ हम उत्पादन करते हैं हमें पूरी अवधि की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए एक अन्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धारणा यह है कि इन अवधियों में से प्रत्येक की शुरुआत में मांगों को पूरा करना पड़ता है इस विशेष मॉडल में कमी और सीमाएं अनुमत नहीं हैं तो उस धारणा के तहत यदि हम एक महीने में कुछ पैदा करते हैं तो या तो जो मात्रा में उत्पादन किया जाता है उस महीने की कम से कम मांग होनी चाहिए या शुरुआत और उस महीने में सूची और उत्पादन के साथ हमें उस महीने की पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यदि किसी विशेष महीने की शुरुआत में एक इन्वेंट्री है तो हम कहें कि हम महीने नंबर दो को देख रहे हैं और अगर कहने की शुरुआत की सूची है तो हमें बताएं दो महीने की शुरुआत में 20 फिर हमें 40 या उससे अधिक का उत्पादन करना चाहिए लेकिन फिर यह कहना भी तर्कसंगत है कि अगर इस महीने की शुरुआत में इन्वेंट्री है तो एक इन्वेंट्री है फिर अगर वह इन्वेंट्री इस महीने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी है तो इस महीने में सेटअप और उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वैगनर और व्हिटिन एल्गोरिथ्म इन विचारों के आसपास काम करते हैं तो वहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक वहाँ है एक विशेष महीने में उत्पादन होगा केवल जब शुरुआत सूची शून्य है और अगर किसी विशेष महीने में उत्पादन होता है तो उस उत्पादन की मात्रा उस महीने की मांग या उस महीने और अगले महीने की मांग होगी और लगातार तीन महीने या उत्पादन मात्रा की मांग हमेशा एक निश्चित की मांगों के बराबर होती है लगातार महीनों की संख्या दूसरा अगर एक महीने में इन्वेंट्री शुरू हो रही है तो उस महीने की मांग को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री पर्याप्त होनी चाहिए और उस महीने में कोई उत्पादन नहीं होगा तो ये वैगनर और व्हिटिन के दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं जिन्हें मैं एक बार फिर से दोहराता हूं यदि शुरुआती इन्वेंट्री 0 है या केवल जब शुरुआती इन्वेंट्री 0 है तो हम उस महीने में उत्पादन करने का निर्णय लेंगे और अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की मात्रा उस महीने की मांग के बराबर या दो महीने की मांग या तीन महीने की मांग के बराबर होती है या महीनों की एक निश्चित संख्या की मांग होती है यदि एक शुरुआत सूची है तो हम उत्पादन नहीं करेंगे और यह शुरुआत सूची इस विशेष महीने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जिस क्षण हम वैगनर और व्हिटिन से आए इन दो परिणामों को स्वीकार करते हैं और उपयोग करते हैं इस समस्या का गतिशील प्रोग्रामिंग समाधान बेहद सरल हो जाता है अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करके इसे कैसे हल किया जाए इस धारणा के तहत कि बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं है तो आइए हम वापस जाएं और डीपी समाधान गतिशील प्रोग्रामिंग समाधान का उपयोग करें इसलिए हम महीने की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम पहले महीने की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कोई शुरुआत सूची नहीं है इसलिए हमें महीने में उत्पादन करना होगा इसलिए एक महीने की मांग का उत्पादन करने का निर्णय करके केवल एक ही तरीके से पूरा किया जाता है इसलिए हम उत्पादन की मात्रा के बराबर लागत का उत्पादन 80 के बराबर करते हैं क्योंकि मांग 80 है और इस 80 को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका कुल लागत से दिया गया है सेटअप लागत 60 के बराबर है जो कि होने वाली उत्पादन लागत 5 से 80 है 460 के बराबर कोई इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि मांग 80 है उत्पादन भी 80 है इसे करने का केवल एक ही तरीका है जो इष्टतम तरीका है इसलिए हम सिर्फ एक स्टार लगाते हैं जो दर्शाता है कि यह पहले महीने की मांग का उत्पादन करने और पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है अब हम महीने दो की मांग पर जाते हैं अब महीने की दो माँगों को दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है एक तो सबसे किफायती तरीके से पहले महीने की माँग को पूरा करना और पिछले परिणाम का उपयोग करना जो कि गतिशील प्रोग्रामिंग का सार है जहां पिछले चरण तक का इष्टतम निर्णय गणना और अगले चरण में निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए एक है आप कोशिश करें और उपयोग करें कि आप महीने की मांग को सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं जो कि 460 है जो यहाँ से आता है और साथ ही उत्पादन दो से होता है जो कि 40 प्लस उत्पादन की मात्रा के बराबर सेटअप लागत के हिसाब से दो महीने के लिए आवश्यक होता है यह Q के बराबर है 60 TC इसके बराबर है हम सिर्फ टीसी कुल लागत लिखते हैं इस दूसरे महीने की मांग के साथ साथ पहले महीने की मांग को पूरा करने की कुल लागत दो महीने की मांग सबसे अच्छे तरीके से पहले महीने की मांग को पूरा करना है जो 460 से आता है यहाँ और फिर दूसरे महीने की मांग को पूरा करें 40 की सेटअप लागत और 60 की उत्पादन लागत 4 240 में आय कर तो यह 240 प्लस 40 की कुल लागत 280 340 प्लस 400 740 है जो लागत है इस समाधान के साथ जुड़े महीने की एक और दो मांगों को पूरा करने का दूसरा तरीका यह है कि पहले महीने की शुरुआत में सब कुछ तैयार किया जाए तो यह हमें Q के बराबर प्रदान करेगा लेकिन यह पहले महीने में निर्मित होता है तो पहले महीने में सभी 140 इकाइयों का उत्पादन होता है इसलिए 60 की एक सेटअप लागत होती है जो पहले महीने में सभी 140 इकाइयों का उत्पादन होता है तो 140 में 5 700 प्लस इन 60 इकाइयों को पहले महीने से दूसरे महीने तक ले जाया जाता है और इसलिए इन दोनों में इस 60 की लागत वाली एक इन्वेंट्री है ये दोनों पहले महीने के अंत से दूसरे महीने तक इन्वेंट्री की एक यूनिट ले जाने की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस 2 में 60 120 है तो यह 700 820 प्लस 60 880 है अब महीने एक और दो को एक साथ रखने की मांग को दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है जो हमें 740 की लागत देता है दूसरा जो हमें 880 की लागत देता है और चूंकि हम 740 को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है अब हम अब तीन महीने के लिए जाते हैं महीने तीन को तीन तरीकों से पूरा किया जा सकता है एक महीने में सबसे अच्छा संभव तरीके से मिलना है और फिर दो महीने में दो और तीन के लिए उत्पादन करना है दूसरे को महीने दो सबसे अच्छे तरीके से मिलना है और महीने में तीन महीने के लिए उत्पादन करना है और तीसरे को पहले महीने में सब कुछ का उत्पादन करना है और महीने दो और तीन के लिए ले जाना है तो हमारे पास इसे करने के तीन तरीके हैं तो चलिए मान लेते हैं कि हम पहले महीने में ही सब कुछ तैयार कर लेते हैं और फिर हम ले जाते हैं जिसका मतलब है कि 60 की कुल लागत का सेटअप लागत 60 80 से 60 140 से अधिक 40 180 180 है 5 जो कि पहले महीने के अंत में 900 प्लस 100 इकाइयाँ हैं तो 100 में 2 प्लस अन्य 40 इकाइयों को दूसरे महीने के अंत में और साथ ही 40 को 2 में ले जाया जाता है तो इससे हमें 900 प्लस 200 की कुल लागत 1100 1180 प्लस 60 1240 है ऐसा करने का दूसरा तरीका यह है कि पहले महीने की मांग को सर्वोत्तम तरीके से उत्पादित किया जाए जो कि 460 है और दो महीने की मांग का उत्पादन करता है और दूसरे महीने में तीन इसलिए दूसरे महीने में हम 40 की एक सेटअप लागत लगाते हैं हम महीने दो और तीन की मांग का उत्पादन करते हैं जो दूसरे महीने में 60 प्लस 40 सौ है इसलिए 4 400 प्लस में सौ है अब यह सौ दूसरे महीने में उत्पादित किया जाता है लेकिन 40 को तीसरे महीने में ले जाया जाता है इसलिए 40 की 2 में इन्वेंट्री लागत होती है अब यह हमें सौ में 4 400 480 520 580 प्लस 400 की कुल लागत देता है 980 ऐसा करने का तीसरा तरीका महीनों की मांग को एक और दो का उत्पादन करके है सबसे इष्टतम तरीके से 740 का खर्च और तीसरे महीने में तीन महीने की मांग का उत्पादन तो यह 740 को उकसाना है और फिर तीसरे महीने की मांग का उत्पादन करना है तीसरे महीने में 60 उत्पादन की मात्रा का सेटअप लागत लगाकर 40 है उत्पादन लागत 5 है 40 में 5 में कोई इन्वेंट्री लागत नहीं है क्योंकि यह 40 का उत्पादन तीसरे महीने में किया जाता है और यह नहीं चल रहा है तो यहां कुल लागत 40 में 5 200 260 300 से अधिक 700 से 1000 है इसलिए इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यहां है अब हम चार महीने के लिए जाते हैं अब हम महीने की कुल लागत को चार तरीकों से गणना करते हैं एक तो पहले महीने में ही इन सभी का उत्पादन करना है दूसरा यह है कि इस आशा का उत्पादन किया जाए और फिर बाकी उत्पादन किया जाए और चौथा यह है कि यह बेहतर तरीके से किया जाए और इसका उत्पादन किया जाए इसलिए हम उन सभी के लिए लागत की गणना करेंगे तो पहले वाले के पास चारों होंगे तो 80 प्लस 60 140 180 250 का उत्पादन करें इसलिए टीसी 1 पहला तरीका यह है कि पहले महीने में सभी 250 का उत्पादन 60 के सेटअप तट पर करके किया जाए 250 की 5 यूनिट उत्पादन लागत में उत्पादन लागत 5 पूरी तरह से 250 का उत्पादन होता है अब 250 में से 170 दूसरे महीने तक ले जाया जाता है तो 170 में 2 प्लस 110 को तीसरे महीने में ले जाया जाता है 2 प्लस में 110 को चौथे महीने में ले जाया जाता है इसलिए 110 में से 40 का सेवन किया जाता है 70 का किया जाता है 70 में 1 प्लस 70 और इससे हमें कुल लागत 1250 प्लस 340 1590 1590 प्लस 220 1810 1880 1940 है अब हम दूसरे को देखते हैं जहाँ हम एक महीना पूरा करते हैं इसलिए आप 460 में काम करते हैं और हम महीने में 2 3 और 4 का उत्पादन करते हैं इसलिए उत्पादन मात्रा 170 है उत्पादन लागत में 4 है इसलिए 170 में से 4 प्लस में 170 है यहां 60 का उपभोग किया जाता है इसलिए 110 को 2 में 110 किया जाता है अभी 110 में से यह किया जाता है कि 40 का उपभोग किया जाता है 70 की चौथी अवधि में जा रहा है तो 170 की लागत को 70 तक ले जाने में और इससे हमें कुल लागत 680 740 1140 1160 1260 1330 मिलती है तो कुल लागत 1330 है मुझे 170 को 4 में दोहराएँ 680 740 1140 1260 13501430 है मुझे फिर से 460 प्लस 680 680 740 1140 1000 प्लस 220 1360 प्लस 70 पर 1430 सेटअप करना है तो मुझे सेटअप समय भी शामिल करना होगा 40 की एक सेटअप लागत है जो यहां आती है ताकि 40 को यहां आना पड़े तो मैं इसे फिर से शुरू से करता हूं इसलिए 460 यहां से किया जाता है इस अवधि के लिए 40 की सेटअप लागत है तो 40 की एक सेटअप लागत है उत्पादन मात्रा 170 है और लागत 4 है इसलिए 170 में से 4 प्लस में 170 60 का उपभोग 110 किया जाता है 110 को 2 में से 110 प्लस यहां लाया जाता है 40 की खपत 70 की जाती है 70 की वहन लागत 70 है अब कुल 460 प्लस 40 500 है 500 प्लस 680 1180 है 1180 प्लस 220 1400 1470 है जो इससे जुड़ी कुल लागत है अब इसकी गणना करने के तीसरे तरीके में हम 740 तक की लागत के साथ इस आशा को उत्पन्न करते हैं और फिर हमने इन दोनों को 3 3 अवधि में तैयार करना चुना इसलिए यह 740 से अधिक है और इसकी स्थापना लागत 60 है तो प्लस 60 में उत्पादन की मात्रा 110 है उत्पादन लागत 5 है तो इन 110 में से 5 से अधिक 5 में 40 का सेवन किया जाता है 70 को 70 में से एक में 70 किया जाता है इसलिए यह 740 से अधिक है 60 से 800 में 800 से अधिक 550 से 1350 से अधिक है 70 से 1420 है फिर चौथे को हम इस तक उत्पादित करते हैं उम्मीद है कि 4 महीने में 4 की आवश्यकता है इसलिए इष्टतम तरीका 980 है यहां से प्लस की स्थापना लागत 45 है उत्पादन की मात्रा 70 है और उत्पादन लागत 5 प्लस 70 है 5 में कोई इन्वेंट्री शामिल नहीं है तो 980 प्लस 350 1330 प्लस 45 1375 है जो इसके लिए सबसे इष्टतम है इसलिए इन चार में से सबसे सस्ता 1375 है तो उत्पादन की मात्रा न्यूनतम लागत 1375 क्या है उत्पादन मात्रा क्या हैं अब आगे की उत्पादन मात्रा यहाँ एक उत्पादन मात्रा 70 है इसलिए हम अब कहेंगे क्यू 4 70 के बराबर है इसलिए जब Q 4 70 है तो इसका मतलब है कि हम यहां 70 का उत्पादन कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमने तीसरी अवधि तक उपयोग किया है हमने इष्टतम समाधान का उपयोग किया है तो हमने इस 980 का उपयोग किया है जिसे हम देखते हैं कि यह भी यहाँ आया है अब इस 980 पर वापस जाएं और उत्पादन मात्रा का पता लगाएं जो कि सौ में 4 है सौ उत्पादन की मात्रा है ताकि सौ से आए 60 प्लस 40 तो क्यू 2 एक सौ है मुझे समझाएं कि मुझे वह सौ कैसे मिला जिस क्षण हम यहां हैं हम इस बिंदु पर उत्पादन की मात्रा देखने जा रहे हैं यह उत्पादन मात्रा सौ है 4 में उत्पादन लागत है तो एक सौ उत्पादन मात्रा है इसलिए मैं यहां कहीं भी हूं मैंने इसे बेहतर तरीके से हल किया है और मुझे पता है कि मेरी उत्पादन मात्रा एक सौ है जिसका अर्थ है मैं यहां 60 प्लस 40 का उत्पादन कर रहा हूं इसलिए क्यू 2 एक सौ है इसलिए हमने Q 2 को सौ के बराबर लिखा है और आपको यह भी पता है कि 460 यहां अप्रत्यक्ष रूप से आता है आपको यह भी पता चलता है कि यहां मैंने सौ का निर्माण किया है इसलिए मुझे यहां अनुकूलन को देखना होगा जो इस बिंदु पर होता है उत्पादन मात्रा 80 है इसलिए क्यू 1 80 के बराबर है अब कुल लागत 1375 के बराबर है इसलिए हमने अब गतिशील रूप से प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हुए इसे बेहतर तरीके से हल कर लिया है अब चार अवधियां हैं इष्टतम समाधान आपको सभी चार अवधियों में उत्पादन करने के लिए नहीं कहता है यह यहां उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है यह यहां उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है और यह उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है यहाँ कुछ अर्थों में यह समझ में आता है क्योंकि उत्पादन की मात्रा यहाँ कम हो जाती है इसलिए अगले महीने के उत्पादन को इस महीने में धकेलने की प्रवृत्ति होगी इसे धकेलने में अधिक इन्वेंट्री होल्डिंग लागत शामिल हो सकती है तो यह इन्वेंट्री होल्डिंग लागत और अतिरिक्त परिवर्तन या सेटअप लागत के बीच का एक व्यापार है लेकिन अगर उत्पादन में स्वयं बदलाव होता है तो इसका समाधान पर भी असर पड़ेगा अब एल्गोरिथ्म की विशेषताओं को बाहर लाने के लिए हमने एक समस्या पर विचार किया है जहां अलग अलग अवधियों में इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत अलग अलग होती है अलग अलग अवधि में उत्पादन लागत अलग अलग होती है और अलग अलग अवधि में सेटअप लागत भी अलग अलग होती है हालाँकि ऐसा होने से कोई भी अलग नहीं कर सकता है जिसका अर्थ संगठनों में है हम किसी बिंदु पर महसूस करेंगे जब इन लागतों को मापा जाएगा एक को एहसास होगा कि एक ही उत्पाद के लिए सेटअप करने के लिए सेटअप लागत अलग अलग महीनों में भिन्न हो सकती है कारण कई बार हो सकता है यहां तक कि सेटअप से जुड़े श्रम भी लागत संशोधन और लोगों को किए गए अतिरिक्त भुगतान के आधार पर बदल सकते हैं और इसलिए सेटअप लागत बदल सकती है इन्वेंट्री लागत भी कई कारणों से बदल सकती है उदाहरण के लिए यदि इन्वेंट्री स्पेस को एक निश्चित अवधि में जोड़ा जाता है या स्टोरेज क्षेत्र से स्पेस हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इन्वेंट्री लागत बदल सकती है उत्पादन लागत श्रम की लागत और उपभोग्य और अन्य कई कारणों के कारण भी बदल सकती है तो ये चीजें वास्तव में हो सकती हैं लेकिन यह मॉडल तब भी लागू होता है जब उत्पादन लागत समान होती है इन्वेंट्री लागत समान होती है और सेटअप लागत सभी अवधियों में समान होती है यह एक विशेष अवधि के लिए होल्डिंग और अतिरिक्त इन्वेंट्री की लागत बनाम एक सेटअप या एक से अधिक परिवर्तन की लागत के बीच एक ट्रेडऑफ़ बन जाता है मैं जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि ये सभी लागतें ६० की तरह ही हैं यदि इन सभी की लागत समान २ हैं इन सभी की लागत एक ही ५ है तो यह ६० के सेटअप को बढ़ाने और एक निश्चित मात्रा में ले जाने के बीच का व्यापार है अगली अवधि के लिए इसे दो से गुणा करने की मांग जहाँ भी यह सस्ता होता है हम सेटअप करना चुनते हैं या हम जल्दी उत्पादन करना चुनते हैं और इन्वेंट्री को ले जाते हैं इसलिए वैगनर व्हिटिन एल्गोरिथ्म वास्तव में बन गया है एक बार जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वैगनर व्हिटिन विचार लागू करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह अत्यंत सरल हो गया है हमने जो कुछ किया है वह चार अवधियों के लिए है हमने केवल 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का मूल्यांकन किया है जो कि 10 संभावित परिदृश्य हैं जबकि अगर हमने वैगनर व्हिटिन विचार लागू नहीं किया था और तब गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग कर किया था उदाहरण के लिए राज्य चर 0 से 250 तक कोई भी मूल्य ले सकता है और इसलिए हमने कई मूल्यांकन किए हैं वास्तव में हमने मूल्यांकन किया है तो वैगनर व्हिटिन विचार ने इस समस्या को गतिशील प्रोग्रामिंग समाधान में मदद की है इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या हम वैगनर व्हिटिन समाधानों में बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं तो हम बैकऑर्डर समस्या को भी संबोधित करते हैं जब हम बैकऑर्डर पर विचार करते हैं तो समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है इसलिए उदाहरण के लिए हम एक बैकऑर्डर पर कैसे विचार कर सकते हैं यहां देखें हमने कहा कि यहां देखें जब हमने बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं दी थी तो कोई शुरुआत सूची नहीं थी लिहाजा पहले महीने की मांग को पहले महीने में ही पूरा करना होगा इसलिए हमने ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया जहां पहले महीने की मांग वास्तव में यहां 140 का उत्पादन करने से पूरी हुई थी अगर बैकऑर्डरिंग की अनुमति है तो ऐसी संभावना मौजूद है मैं यहां कुछ भी उत्पादन नहीं करता हूं अभी जब हमने बैकऑर्डरिंग पर विचार नहीं किया था इस मॉडल में निश्चित रूप से क्यू 1 कुछ के बराबर होगा क्योंकि पहले महीने की मांग को पहले महीने के अंत में पूरा किया जाना है और कोई शुरुआत सूची नहीं है लेकिन बैकऑर्डर के मामले में हम वास्तव में उस परिदृश्य पर विचार कर सकते हैं जहां हम यहां कुछ भी पैदा नहीं करते हैं हम इन दोनों को पूरा करने के लिए यहां 140 बनाते हैं और शायद हम एक और परिदृश्य पर विचार कर सकते थे जहां हम इन पर विचार करने के लिए यहां 110 बनाते हैं या हम यहां पर भी उत्पादन करने के 180 के परिदृश्य पर विचार कर सकते हैं जो इस महीने के 60 को मिलने वाले बैकलॉग को पूरा करेगा और अगले महीने यहां 40 और 70 को पूरा करेगा इसलिए बैकऑर्डरिंग थ्रो को देखते हुए बहुत अधिक परिदृश्य खुलते हैं तब हम सोच सकते हैं लेकिन फिर हमें बैकऑर्डर लागत को भी शामिल करना होगा तो आइए हम सभी संभावित परिदृश्यों का मूल्यांकन करने में बहुत अधिक समय न दें लेकिन हमें एक या दो परिदृश्यों को समझने का प्रयास करें तो आइए हम एक बैकऑर्डर लागत शामिल करें जो यहां आती है तो हम 1 2 1 और 2 के रूप में बैकऑर्डर लागत पर विचार करते हैं इसलिए मैं बैकऑर्डर लागत को 1 2 1 और 2 के रूप में लिखने जा रहा हूं और यह मात्रा बैकऑर्डर की लागत यहां दिखाई गई है उदाहरण के लिए अगर मैंने यहां 140 का उत्पादन करना चुना है जिसका मतलब है कि यह अवधि पीछे है तो बैकऑर्डर की लागत इस 1 में 60 होगी जो अब 60 है क्योंकि मैंने कहा कि यह कई परिदृश्यों को खोलती है तो आइए हम केवल एक परिदृश्य को देखें जिसमें बैकऑर्डरिंग शामिल है और हमें लागत का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए हम 0 180 0 70 के परिदृश्य को देखें इसका मतलब है कि मैं 80 प्लस 60 प्लस 40 180 का उत्पादन करने जा रहा हूं जिसका मतलब है कि मैं इस मांग को वापस ले रहा हूं मैं इस मांग को महीने में ही पूरा कर रहा हूं और मैं इसे ले जा रहा हूं इस मांग को पूरा करें और फिर चौथा यहां आए तो अगर हम ऐसा काम करते हैं तो अब हमारी लागत क्या है मैं 40 की सेटअप लागत लगा रहा हूं तो कुल लागत 40 की सेटअप लागत होगी मैं 180 का उत्पादन करता हूं यहां यूनिट उत्पादन लागत 4 है यूनिट उत्पादन लागत 4 है इसलिए 180 में से 4 अब इस उत्पादन से बाहर यह 80 मैं वास्तव में पहली अवधि 80 बैकऑर्डर कर रहा हूं 80 मैं मैं पीछे हट रहा हूं तो हम कहते हैं कि मेरी बैकऑर्डर लागत 80 में 1 है यह 60 मैं इस अवधि में मिल रहा हूं यह 40 मैं अगली अवधि में ले जा रहा हूं तो इन्वेंट्री की लागत 40 में 2 है इसलिए इन्वेंट्री की लागत 40 से 2 से अधिक है चौथी बार जब मैं यहां 70 का उत्पादन करने जा रहा हूं तो मुझे 45 की सेटअप लागत लगानी होगी मैं 70 की उत्पादन लागत को 5 में बढ़ाता हूं न तो है इन्वेंट्री और न ही बैकऑर्डरिंग इसलिए यह 5 में 45 प्लस 70 है इसलिए प्लस 45 प्लस 70 इन 5 यह 720 प्लस 350 1070 है 1070 प्लस 80 1150 1150 प्लस 80 1230 1270 और 1315 है तो यह कुल लागत है जब हम इस मामले में बैकऑर्डरिंग पर विचार करते हैं कृपया ध्यान दें कि अभी तक हमने समस्या का समाधान बेहतर तरीके से नहीं किया है हमने सिर्फ एक संभावित समाधान का वर्णन किया है जिसमें बैकऑर्डर लागत शामिल है और हम वहां दिखाने में सक्षम हैं यदि हम बैकऑर्डरिंग को शामिल करते हैं लागत इष्टतम 1375 से कम से कम 1315 तक आती है क्योंकि 1315 बैकऑर्डरिंग पर विचार करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान है इसलिए बैकऑर्डरिंग एक कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन अर्थ से लाभकारी है जो भी समझ में आता है क्योंकि जब हमने इस समस्या का समाधान किया तो यह कहते हुए कि कोई बैकऑर्डरिंग नहीं होने जा रही है जो कि एक धारणा थी जिसका अर्थ है कि हमने सामान्य समस्या को प्रतिबंधित कर दिया है बैकऑर्डरिंग शामिल करें और हमने एक न्यूनतमकरण समस्या के प्रतिबंधित संस्करण को हल किया था तो कम से कम समस्या का एक प्रतिबंधित संस्करण केवल एक इष्टतम समाधान अधिक होगा अब यह एक आरामदायक संस्करण था इसलिए यह इष्टतम समाधान 1315 या उससे कम होगा इसलिए हम वास्तव में वैगनर व्हिटिन विचारों का उपयोग करके समस्या को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं यह कहकर कि यदि मेरी इन्वेंट्री 0 है तो मैं इस अवधि को भी छोड़ सकता हूं और इसे अगली अवधि तक पीछे कर सकता हूं जो एकमात्र संशोधन है लेकिन अगर मेरे पास एक इन्वेंट्री है तो मैं स्किप और बैकऑर्डर नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं इन्वेंट्री कॉस्ट और बैकऑर्डर दोनों खर्च कर रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा इसलिए अगर 0 इन्वेंट्री है तो मुझे इस अवधि में उत्पादन की आवश्यकता नहीं है मैं अभी भी उत्पादन छोड़ सकता हूं और इसे बैकऑर्डर में जोड़ सकता हूं अब उसी समस्या के लिए यदि हम बैकऑर्डरिंग पर विचार करते हैं तो हमें वास्तव में मूल्यांकन किए गए से अधिक परिदृश्यों का मूल्यांकन करना होगा इस मामले में केवल दस परिदृश्य हैं लेकिन बैकऑर्डरिंग के मामले में वास्तव में हमारे पास अधिक परिदृश्य हैं एक महीने में हम लागत को 60 की स्थापना लागत के बराबर खर्च करते हैं हम एक महीने की 80 की मांग का उत्पादन करते हैं 5 उत्पादन लागत 5 से अधिक है इसलिए प्लस 5 में 80 हमें एक महीने की लागत के रूप में 460 देगा अब हम दो महीने के लिए आगे बढ़ते हैं अब हम कई तरीकों से महीने दो की मांगों को पूरा कर सकते हैं इसलिए हम 80 60 कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि हम पहले महीने में 80 और दूसरे में 60 का उत्पादन करते हैं हम 140 0 कर सकते थे और हम भी 0 0 कर सकते थे इसलिए इससे हमें 740 140 0 के बराबर लागत आती है जो हमें 880 के बराबर लागत देती है और 0 140 हमें 680 के बराबर लागत देती है तो मुझे इस लागत की गणना के बारे में बताएं क्योंकि इसमें बैकऑर्डरिंग शामिल है हम दूसरे महीने में सभी 140 का उत्पादन करते हैं और हम पहले महीने के 80 और दूसरे के 60 की मांग को पूरा करते हैं इसलिए इस 140 का उत्पादन करने के लिए लागत है 40 की एक स्थापना लागत है प्लस में 4 प्लस में उत्पादन लागत है पहले महीने के इस 80 को बैकऑर्डर किया गया है तो पहली अवधि की मांग के लिए बैकऑर्डर लागत 1 है इसलिए प्लस 1 में 80 तो यह हमें 40 प्लस 560 देगा जो 600 प्लस 80 है जो 680 है इसलिए इन संभावनाओं में से यह सबसे अच्छा लगता है एक और यह वह है जिसमें बैकऑर्डरिंग शामिल है तो इस के साथ हम तीन महीने में जाते हैं जहाँ हम महीने तीन के लिए कई संयोजनों को देख सकते हैं इसलिए हम 180 0 0 का उपयोग कर सकते हैं हम 80 100 0 80 0 100 0 140 40 0 180 0 और 0 का उपयोग कर सकते हैं आइए हम ऐसे दो उदाहरणों में लागत का पता लगाएं इसलिए हम 180 0 0 के लिए अभिकलन दिखाएंगे लागत 8040 0 के लिए 1240 है यह 980 है तो चलिए एक दो उदाहरणों के बारे में विस्तार से बताते हैं अब जब हम कहते हैं कि यह 180 0 0 है तो इस मामले में इसका मतलब है हम पहले महीने में 180 का उत्पादन करते हैं और 80 की मांग का उपभोग करते हैं और फिर अगले महीने तक सौ से अधिक का उत्पादन करते हैं और फिर 60 की मांग का उपभोग करते हैं और शेष 40 से तीसरे महीने तक ले जाते हैं अब हम दो उदाहरणों के लिए संगणना का वर्णन करते हैं आइए हम इसे इस उदाहरण के साथ साथ इस उदाहरण के लिए करते हैं अब यहां एक उदाहरण है जहां हम तीन महीने की मांगों को पूरा करने के लिए दूसरे महीने में 180 का उत्पादन करते हैं जिसका मतलब है कि यहां एक बैकऑर्डर है और साथ ही यहां एक इन्वेंट्री भी है इस परिदृश्य में हम मान रहे हैं कि हम तीसरे महीने में 180 की कुल मांग का उत्पादन करते हैं इसलिए कोई इन्वेंट्री नहीं है लेकिन बैकऑर्डर है लेकिन दो अवधियों के लिए बैकऑर्डर है तो चलिए पहले इसके लिए गणना दर्शाते हैं ताकि इसके लिए TC तो मैं इसे कुछ प्रकार के प्लस चिन्ह के साथ यहाँ स्पष्ट करता हूं इसलिए प्लस चिह्न के लिए टीसी होगा मैं दूसरे महीने में यहां 180 का उत्पादन करता हूं इसलिए सेटअप लागत 40 से अधिक उत्पादन लागत है 4 में 4 प्लस है 80 की पहली अवधि की मांग बैकऑर्डर की गई है पहली अवधि की मांग को वापस करने की लागत 1 है इसलिए प्लस 80 में 1 अब यहां बैकऑर्डर 80 है इस अवधि के लिए 60 का उपभोग करें तो शेष 40 को दूसरे महीने से तीसरे महीने तक ले जाया जाता है इसलिए अवधि 2 के अंत में सूची 2 है तो 40 लागत में ले जाने वाली मात्रा है जो 2 के बराबर है इसलिए यह हमें 40 प्लस 720 760 प्लस 80 840 प्लस 80 के बराबर 920 की लागत देता है जो कि हम यहां पाते हैं अब हम इस एक के लिए अभिकलन दिखाते हैं मुझे यह बताने के लिए TC के साथ यह दिखाने के लिए कि हम इस गणना को देख रहे हैं यहाँ जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कोई इन्वेंट्री नहीं है लेकिन बैकऑर्डरिंग है तो उत्पादन तीसरी अवधि में 60 प्लस उत्पादन लागत की स्थापना लागत को बढ़ाकर 180 कर दिया जाता है और 5 पीरियड के लिए मांग की जाती है तो इस अवधि के लिए मांग 80 प्रति अवधि बैकऑर्डर लागत एक है यह दो अवधि के लिए बैकऑर्डर किया गया है इसलिए यह 80 में 2 प्लस है और इस अवधि के लिए एक और 60 की मांग भी बैकऑर्डर की गई है अब महीने दो के लिए प्रति अवधि बैकऑर्डर की लागत 2 है इसलिए प्लस 60 को 2 में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इन्वेंट्री लागत की गणना के साथ साथ जिस तरह से हम बैकऑर्डर लागत की गणना करते हैं इस विशेष उदाहरण में जब हमने यह 180 0 0 किया था अगर मैं यहाँ कुल लागत की गणना करता तो इस 180 में से जो पहले महीने 80 में पैदा होती है खपत होती है तो पहले महीने के अंत में एक सौ को ले जाया जाता है इसलिए 2 की इन्वेंट्री लागत में एक सौ और दूसरे 40 को दूसरे महीने के अंत में 40 पर ले जाया जाता है इसलिए जब हम इन्वेंट्री की गणना करते हैं तो हम इन्वेंट्री की गणना करते हैं उस महीने के अंत में और फिर उस अवधि के लिए दिए गए इन्वेंट्री लागत से गुणा करें जब हम बैकऑर्डर गणना करते हैं तो हम यहां वापस जाते हैं और कहते हैं कि 80 की पहली अवधि की मांग दो अवधियों के लिए वापस आ गई है अब पहली अवधि की मांग के लिए प्रति अवधि बैकऑर्डरिंग लागत एक है इसलिए 80 में 2 में 1 1 की लागत है दो यहां अवधि की संख्या है इसी तरह 60 एक ऐसी अवधि के लिए बैकऑर्डर किया गया है जिसकी अवधि दो के साथ 60 60 है इसलिए यह हमें 60 प्लस 900 960 960 प्लस 160 1120 1120 प्लस 120 1240 है अब इनमें से हमें पता चलता है कि यह न्यूनतम लागत वाला एक है तो हम चार महीने के लिए चले जाते हैं अब चार महीने के साथ हम कई संयोजन तैयार करते हैं और ये यहाँ दिखाए गए हैं हम 250 0 0 0 कर सकते हैं जो 1940 है 0 250 0 0 1410 0 0 250 0 1660 तथा 0 0 0 250 जो 1815 है 80 170 0 0 जो 1470 80 0 170 0 है जो 1560 80 0 0 170 1635 है 0 140 110 0 1360 0 140 0 110 1315 0 140 40 1335 0 180 0 70 1315 इसलिए ये विभिन्न समाधान हैं जिनका हम यहां मूल्यांकन करते हैं हमें यह भी पता चलता है कि ये चार स्थितियाँ हैं जहाँ सभी 250 का उत्पादन एक ही महीने में होता है और इन तीनों मामलों में यहाँ से बैकग्राउंडिंग शामिल है हम इस मांग का समर्थन करते हैं यहां से हम दोनों करते हैं यहां से तीनों को पीछे किया जा रहा है अब जब हम इस बैकऑर्डरिंग को करते हैं तो लागत की गणना होगी यह 80 मांग तीन समय अवधि के लिए बैकऑर्डर की जाती है बैकऑर्डर की लागत 1 है इसलिए यह 80 में 1 हो जाएगा यहां 60 में 2 में 2 हो जाएगा क्योंकि 60 मांग दो अवधि के लिए वापस आ गई है उस अवधि में बैकऑर्डर की लागत 2 है इसलिए यह 60 में 2 में 2 हो जाएगा और इस एक में यह 40 में 1 हो जाएगा क्योंकि अन्य 40 एक अवधि के लिए बैकऑर्डर किए गए हैं लागत भी एक है इसलिए कि जब 45 की सेटअप लागत और 350 की उत्पादन लागत के साथ जोड़ा गया तो हमें 1815 मिलेगा इसलिए ये चार मामले देखते हैं जहां सभी मांगें एक ही अवधि में निर्मित होती हैं अब यहां हम क्या करते हैं हमारे पास यह 80 और फिर तीन मामले हैं इसलिए यदि हम इस महीने के लिए देखें तो हमारे पास 80 है जो कि पहले वाला है शेष तीन अब तीन संभावित तरीकों से उत्पादित होते हैं जिनमें बैकऑर्डरिंग शामिल है यहाँ backordering यहाँ backordering है अब हम दूसरे महीने में जाते हैं और हमें पता चलता है कि सबसे अच्छा मूल्य 0 140 है इसलिए हम 0 140 लेते हैं और 1335 के साथ यहां होने वाले अन्य मामलों को देखते हैं और तीसरा सबसे अच्छा मामला 0 180 है इसलिए हमारे पास 0 180 0 70 है 0 180 0 हमें यह 920 प्लस 70 देता है अब हम महसूस करते हैं कि सबसे अच्छा मूल्य दो उदाहरणों में होता है जो कि 1315 है जो यहां भी होता है यहाँ समाधान है कि हमने पहले वाले 1375 की तुलना में दिखाया कि यह समाधान है बिना बैकऑर्डर के और ये बैकऑर्डरिंग के साथ समाधान हैं तो 1315 कि हमने यहां गणना की और एक व्यवहार्य समाधान के रूप में दिखाया वास्तव में बैकऑर्डर के साथ मामला इष्टतम है तो यह है कि हम गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करके उत्पादन योजना की समस्या को कैसे हल करते हैं अब तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हमें गतिशील प्रोग्रामिंग मॉडल पर इस चर्चा को हवा देने से पहले देखना होगा पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह मॉडल पहले के मॉडलों से अलग है क्योंकि यहाँ हमने सेटअप के प्रभाव पर विचार किया है सारणीबद्ध विधि में रैखिक प्रोग्रामिंग बेस विधि में और परिवहन आधारित विधि में हमने सेटअप लागतों पर विचार नहीं किया अब गतिशील प्रोग्रामिंग हमें सेटअप लागत पर विचार करने का अवसर देता है वैगनर और व्हिटिन धारणा ने समाधान को बहुत सरल बना दिया है जब हमने बैकऑर्डरिंग पर विचार नहीं किया तो हमने केवल दस मामलों को देखा जब हमने बैकऑर्डरिंग पर विचार किया तो हमने उन अधिक मामलों को देखा जिनमें से प्रत्येक की संख्या की गणना में मैं नहीं गया हूं लेकिन ये मुश्किल नहीं है कि मैंने यह दिखाया है कि प्रत्येक कैसे इन नंबरों की गणना की जाती है और यह भी विचार करना कि मैंने कैसे दिखाया है कि किसी विशेष चीज़ की गणना कैसे की जाती है तो कोई भी इन सभी लागतों की गणना कर सकता है और फिर पता लगा सकता है कि गणना की संख्या में वृद्धि हुई है यह हमारे यहां होने वाली चीज़ से दोगुनी से भी अधिक है जिसका अर्थ है कि यदि आप n अवधियों को देख रहे हैं तो यह लगभग 1 प्लस 2 प्लस है 3 तक एन और उस संख्या के बारे में 2 से 3 गुना जाएगा फिर भी संख्या वास्तव में छोटी और प्रबंधनीय है क्योंकि वैगनर और व्हिटिन विधि हमें कुछ शर्तों की अनुमति देती है जहां हम इस समस्या को हल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं फिर दो अन्य मुद्दे हैं जिन पर हमें एक नज़र डालनी चाहिए क्या हमें वास्तव में बैकऑर्डरिंग पर विचार करना चाहिए बैकऑर्डरिंग का क्या प्रभाव है व्यावहारिक दृष्टिकोण से बैकऑर्डरिंग का क्या प्रभाव है एक चित्रण के उद्देश्य के लिए मैंने उस बैकऑर्डरिंग लागत का उपयोग किया है यहां 1 2 1 और 2 2 2 1 और 2 की इन्वेंट्री लागत की तुलना में हैं वास्तव में इस विशेष संख्यात्मक चित्रण में मैंने उन मूल्यों का भी उपयोग किया है जो छोटे हैं इससे अधिक है लेकिन वास्तव में इन्वेंट्री होल्ड करने की लागत की तुलना में बैकऑर्डर की लागत बहुत अधिक है बैकऑर्डरिंग की लागत में एक महत्वपूर्ण घटक है जो ग्राहक के सद्भाव की हानि है क्योंकि बैकऑर्डरिंग कार्यरत है तो जो कि एक लागत नहीं है जिसे आसानी से मापा जा सकता है इसलिए बैकऑर्डरिंग की लागत बहुत अधिक है कई बार बैकऑर्डरिंग में भी परिणाम होता है उदाहरण के लिए एक निश्चित उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना क्योंकि इसमें देरी होती है और पहले से ही है एक अवधि बैकलॉग जो संचित होता है इसलिए लोग बढ़ी हुई लागत के साथ इसे जल्द से जल्द परिवहन करना चाहेंगे तो इन्वेंट्री होल्ड करने की लागत की तुलना में बैकऑर्डरिंग की लागत बहुत अधिक है तो क्या बैकऑर्डरिंग की योजना कई बार बनाई जानी चाहिए क्योंकि उत्तर नहीं है क्योंकि बैकऑर्डरिंग की योजना बनाना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जब तक कोई आवश्यकता नहीं होती है और कुछ मांगें होती हैं जो वास्तव में बैकऑर्डर की जा सकती हैं और पूरी नहीं होती हैं जिसका मतलब है कि ग्राहक तैयार है इसे स्थगित करें क्योंकि ग्राहक के पास सिस्टम में पहले से ही इन्वेंट्री है फिर ऐसी परिस्थितियों में बैकऑर्डरिंग की अनुमति या विचार किया जा सकता है तीसरा भाग हम यह मानते हैं कि सभी दो सौ पचास की मांग एक निश्चित अवधि में पैदा की जा सकती है कई बार क्षमता प्रतिबंध हैं और हम सभी 250 का उत्पादन नहीं कर पाएंगे इसलिए इस पर प्रतिबंध हो सकता है अधिकतम उत्पादन जो एक विशेष अवधि में किया जा सकता है अब अगले व्याख्यान में हम कुल उत्पादन योजना के कुछ और पहलुओं पर नज़र डालेंगे हम कुछ और मॉडल और एक और मॉडल और कुछ अन्य मुद्दों पर नज़र डालेंगे जिसके बाद हम समग्र योजना से सामग्री प्रबंधन या सूची नियंत्रण